तो हम गति के यूलर नियमों से संबंधित अपने पहले उदाहरण प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे हमने यूलर नियमों के अनुप्रयोग पर ध्यान दिया जहां रोटेशनल मोशन वास्तव में एक स्टैटिक इक्वीलिब्रियम था वह पिछले लाइंग ब्लॉक का प्रश्न था हम एक ऐसे मामले को देखने जा रहे हैं जहां रोटेशनल मोशन महत्वपूर्ण हैयानी यह केवल एक स्टैटिक इक्वीलिब्रियम नहीं है आइए इस प्रश्न को देखें एक इनएक्सटेंसिबल केबल है जिस पर आपके पास 64N वेट का एक सिलिंडर है और सिलिंडर नीचे की तरफ रोल होने वाला है हमें वृत्ताकार सिलिंडर के मास सेंटर के एक्सेलरेशन के साथ साथ इस केबल में टेंशन को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम यह मानने जा रहे हैं कि केबल मास रहित है तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं पहली बात यह सुनिश्चित करना है कि हम सीखें कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते है तो मैं सिलिंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं और जैसा कि हमने कहा एक फ्री बॉडी डायग्राम का अभिप्राय अन्य सभी बॉडीस के प्रभाव को फोर्सेज द्वारा प्रतिस्थापित करना है तो अब केबल को हटा दिया गया है केबल एक फोर्स T को सक्रिय करता है जो कि केबल में ऊपर की ओर लगने वाला टेंशन है और ग्रेविटेशनल पुल भी हटाया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप सेंटर ऑफ़ मास से 64N का फोर्स लागु होता है केवल ये दो फोर्स हैं जो बॉडी पर लागु हो रहे हैं तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ़ मास का एक्सेलरेशन a है और एंग्युलर एक्सेलरेशन है तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह काइनेमेटिक्स के नियमों को लागू करना है जो एंग्युलर मोशन का लीनियर मोशन से संबंध स्थापित करते है इसलिए यदि आप इसके बारे में इस बिंदु A पर सोचते हैं जहां केबल साथ आती है जहां यह केबल सिलिंडर के संपर्क में आती है यदि सिलिंडर एक दूरी एक एंग्युलर दूरीको खोल देता है तो बिंदु G लीनियर रूप सेदूरी से नीचे आ जाएगा तो यह प्रश्न नो स्लिप कंडीशन में एक इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ रोल हो रहे सिलिंडर के समान है तो हम जो ज्ञात करते हैं वह है तो मास सेंटर का लीनियर एक्सेलरेशन और सिलिंडर का एंग्युलर एक्सेलरेशन एक दूसरे से संबंधित हैं तो इसका अर्थ है इस सिलिंडर की त्रिज्या आधा मीटर है तो अब काइनेमेटिक्स के नियमों को लागू करते है यूलर के पहले नियम के अनुसार मैं नीचे की तरफ हो रहे मोशन को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं सभी फोर्सेस का योग मास गुणित एक्सेलरेशन है या तो यह हमारे समीकरण है मैं इन समीकरणों को चिह्नित करने जा रहा हूं वह पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण सेंटर ऑफ़ मास के विषय में यूलर के दूसरे नियम को लागू करने से प्राप्त होता है सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष प्रणाली में मौजूद सभी फोर्सेस का मोमेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया एवं एंग्युलर एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता हैं अब हमें इस की गणना करने की आवश्यकता है अब यह एक रेग्युलर बॉडी है यह एक सिलिंडर है तो मैं इसे प्राप्त कर सकता हु इसके लिए एक ज्ञात सूत्र है कि सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष एक सिलिंडर का मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया होता है तो यह 12 गुणित 6410 जो सिलिंडर का मास है गुणित त्रिज्या जो 12 मीटर है का वर्ग है तो हम कोके रूप में प्राप्त करते है तो क्लॉकवाइस दिशा में मोमेंट को पॉजिटिव लीजियेगा अब यह साइन कन्वेंशन जिसे हम चुनते हैं वह टाइम कन्वेंशन के समान होना चाहिए जिसे हम के लिए चुनते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल बाईं ओर के पदों के साइन के बारे में चिंता करनी होगी अर्थात मोमेंट के लिए दाहिने हाथ की ओर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इससे चिंता की एक छोटी सी बात यही समाप्त हो जाती है अब केबल में टेंशन का मोमेंट आर्म आधा मीटर है बॉडी के वेट में मोमेंट आर्म नहीं होता यहके बराबर होता है जो कि 08 गुणितहै तो इसका सरलीकरण करने पर मुझेमिलता है यह मेरा समीकरण 3 है तो आइए संक्षेप में इसे पुनः समझते हैं मेरे पास तीन अज्ञात में तीन समीकरण हैं मैं थोड़ा और सटीकता के साथ कहता हु तीन अज्ञात में तीन रैखिक समीकरण हैं तीन अज्ञात T a औरहैं तो केवल पूर्णता के लिए मैं इसे एक बार करूँगा लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि अगली बार इन्हें कैसे हल किया जाए यह आप जान गए है ये तीन समीकरण इस प्रकार हैं तो मैं समीकरण 1 को 2 में प्रतिस्थापित करूंगा जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है प्रतिस्थापन से प्राप्त इस समीकरण को मैं 4 कहता हूं समीकरण 3 को 4 में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होगा लीनियर एक्सेलरेशन इसका आधा हैजो की है और टेंशनहै तो कुछ त्वरित परिक्षण करते है पॉजिटिव है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 तो है आप सहज रूप से पाएंगे कि सिलिंडर को क्लॉकवाईस रोल होना होगा और दूसरी जांच यह है कि भले ही सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था मेरा मतलब है कि यहां दिखाए गए कॉन्फ़िगरेशन के साथ संभव नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि केबल में टेंशन केवल 64N से कम होना चाहिए वास्तव में केबल में टेंशन केवल इस बिंदु A पर नो स्लिप को लागू करने के लिए आवश्यक है यानी आपको एक मोमेंट की आवश्यकता है जो सिलिंडर को रोल करने के लिए केवल सिलिंडर के वेट के कारण नहीं बनाया जा सकता है तो यह केबल में टेंशन की भूमिका है वास्तव में केबल में टेंशन इस बिंदु A पर सिलिंडर के नो स्लिप कंडीशन के साथ रोल होने का कारण बन रहा है जबकि सिलिंडर का वेट सिलिंडर को नीचे की ओर एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है टेंशन का उद्देश्य उस बिंदु पर जो भी रोटेशनल मोशन की आवश्यकता है उसे लागु करना है मुझे आशा है कि इस प्रश्न ने मोशन के दोनों नियमों के उपयोग की सक्रिय तरीके से एक साधारण वन बॉडी सिस्टम में व्याख्या की है अब मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार फिर से पढ़ें कि यूलर के मोशन के नियम के अनुसार फोर्सेस का योग मास गुणित एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष मोमेंट्स का योग सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया गुणित एंग्युलर एक्सेलरेशन है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है यदि हम ऐसा नहीं करते हैं उदाहरण के लिए इस प्रश्न में यदि हम G के सापेक्ष मोमेंट नहीं लेते लेकिन हम किसी अन्य बिंदु मान लीजिये A के सापेक्ष मोमेंट लेना चुनते हैं तो सिलिंडर पर हमें वास्तव में एक गलत उत्तर मिलेगा क्योंकि बिंदु A में एक लीनियर एक्सेलरेशन हो सकता है और जिसके कारण गलत परिणाम हो सकते हैं इसलिए हम बाद में एक अन्य उदाहरण प्रश्न के साथ अपनी चर्चा जारी रखेंगे